कूलॉम का बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है अर्थात कई आवेशों के कारण बल प्रत्येक आवेश के कारण बल के योग के रूप में दिया जाता है तो यह वही है जो हमने अब तक सीखा है अब इस स्वरूप के कारण मान लीजिए कि मैं अब Q1 Q2 Q3 Q4 और इसी तरह से आवेश लेता हूं इतने पर और यह जानने की कोशिश करता हूं कि किसी दिए गए आवेश q पर लगने वाला बल क्या है इस दूरी को r1 मानते हैं इस दूरी को r2 मानते हैं इस दूरी को r3 मानते हैं इस दूरी को r4 मानते हैं और मुझे उन्हें सदिशों के रूप में लिखने दें तो यह सदिश है यह सदिश है यह सदिश है यह सदिश है फिर कुल बल q पर लगने वाले प्रत्येक बल का योग होगा और इसे सदिशों का योग होना चाहिए तो यह 1 over 4 pi epsilon 0 होगा जो उभयनिष्ठ है q q1 over r1 square r1 unit vector plus q2 over r2 square r2 unit vector plus इत्यादि Fnet14π0qQ1r12r1Q2r22r2 ध्यान दें कि सदिशों को इस तरह से लिखा गया है कि चाहे वे धनात्मक या ऋणात्मक आवेश है सभी दिशाओं का ठीक से ध्यान रखा गया है तो मैं लिख सकते हूँ कि कुल बल F net 1 over 4 pi epsilon 0 forces on q summation q i over r i square r i unit vector के बराबर है Fnet14π0qQiri2ri कभी कभी यह इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि 1 over 4 pi epsilon 0 q summation i q i over मैं r i घन लिख सकता हूँ और इसे एक सदिश बना सकता हूँ एक ही बात है क्योंकि r i सदिश का r i द्वारा विभाजन r i इकाई सदिश होता है Fnet14π0qQiri3ri यह अध्यारोपण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है इसका मतलब है कि रेखीय रूप से क्षेत्रों का योग कर कुल क्षेत्र की गणना की जा सकती है इसका यह भी मतलब है कि अगर आवेश Q1 दोगुना होता है तो Q1 के कारण बल भी दोगुना हो जाता है तो आइए अब किसी विन्यास पर लगने वाले बलों की गणना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं मान लीजिए कि मेरे पास दो आवेश हैं उदाहरण एक मान लीजिए कि मेरे पास दो आवेश हैं जिनको एक निश्चित दूरी द्वारा अलग किया गया है हम कहते हैं कि यह x y समतल में है x y मान लीजिए कि यह आवेश Q है मान लीजिए कि यह आवेश Q है जिनको दूरी a द्वारा अलग किया गया है और उनसे x दूरी पर मैं तीसरे आवेश q को रखता हूं यह q है Q पर बल ज्ञात कीजिए अब q पर लगने वाला बल जैसा कि हमने पहले कहा था कि ऊपरी आवेश के कारण बल होगा हम इसको 1 कहते हैं हम इसको 2 कहते हैं तो यह 1 के कारण बल और 2 के कारण बल का जोड़ है FF1F2 यह एक सदिश बल है ठीक है तो आइए हम आवेश 1 लेते हैं और देखें कि क्या होता है यहाँ आवेश 1 q है यहाँ आवेश q है यह यहाँ पर दूरी x है यह a बटे 2 की दूरी पर है इस सदिश द्वारा बल दिया जाएगा तो F1 होगा 1 over 4 pi epsilon 0 Q q over यह दूरी क्या है यह x square plus a square by 4 square root है उसका वर्ग x square plus a square by 4 और इस दिशा में इकाई सदिश का गुणनफल होगा और यह सदिश क्या है यह सदिश और कुछ नहीं बल्कि इस सदिश का इस सदिश में से ऋण है तो यह x x minus a by 2 y होगा जो कि आवेश 1 से q तक एक सदिश है आवेश 1 से q तक और इसलिए इकाई सदिश इस सदिश के बराबर है जो की इसके परिमाण द्वारा x x minus a y to y का विभाजन है जो square root of x square plus a square by 4 होगा तो मैं इसे यहां पर रखता हूं मुझे इकाई सदिश x x minus a by 2 y divided by x square plus a square by 4 1 half मिलेगा तो इस मामले में मेरा अंतिम जवाब 1 over 4 pi epsilon 0 Q q over x square plus a square by 4 3 by 2 है जो कि दूरी का घात 3 और सदिश x x minus a by 2 y का गुणनफल है F114π0Qqx2a2432 मुझे इसे फिर से लिखने दीजिए मेरे पास यह विन्यास है आवेश Q यहां पर है आवेश Q यहां पर है आवेश q यहाँ x a by 2 a by 2 दूरी पर है मैं इसको आवेश 1 कहता हूं मैं इसको आवेश 2 कहता हूं फिर बल F1 को अगर आप निकालते हैं 1 over 4 pi epsilon 0 q q over x square plus a square by 4 raise to 3 by 2 x x minus a by 2 y होता है F114π0Qqx2a2432 आइए देखते हैं कि क्या इसका मतलब निकलता है यह मुझे बताता है कि x दिशा में लगने वाला बल इस तरह से है और y दिशा में लगने वाला बल ऋणात्मक दिशा में है जो पूरी तरह से ठीक है क्योंकि कुल बल इस तरह से होगा x अवयव इस प्रकार है और y अवयव इस प्रकार है मैं इसी तरह अब F2 लिख सकता हूं2 F2 का परिमाण उतना ही है सिवाए इसके कि यह इस सदिश की दिशा में है और यह सदिश क्या है यह सदिश कुछ भी नहीं है लेकिन x x minus minus a by 2 y है जो कि x x plus a by 2 y है और इसलिए F2 को मैं 1 over 4 pi epsilon 0 Q q over the distance cubed x squared plus a squared by 4 raise to 3 by 2 के रूप में लिख सकता हूं कि जो कि उतनी ही दूरी है यह दूरी और ऊपरी दूरी समान है यहाँ एक सदिश x x plus a को 2 y से बदलता है F214π0Qqxxa2yx2a2432 तो आपने अब दोनों बलों का पता लगा लिया है उन्हें जोड़ दीजिए और मुझे कुल बल मिल जाता है जो कि 1 over 4 pi epsilon 0 Q q over x square plus a square by 4 raise to 3 by 2 के बराबर है ध्यान दीजिए कि यह भाग रद्द हो जाएगा 1 धनात्मक चिह्न है और 1 ऋणात्मक चिह्न है 2 xx गुणा के लिए यही उत्तर है F14π0Qqx2a2432 नोट एक अगर x 0 है F 0 के बराबर है इसका मतलब समझ में आता है यहां पर इस आवेश के कारण यह इसे इस तरह से धक्का देता है दूसरा इस तरह से धक्का देता है और कुल बल 0 है दूसरी बात अगर x बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं वर्ग बटे 4 को अनदेखा कर सकता हूं और फिर कुल बल F 1 over 4 pi epsilon 0 2 q q over x square है F14π02Qqxxx2 तो यह ऐसे है जैसे कि केंद्र बिंदु पर एक आवेश 2 q बैठ कर q पर बल लगा रहा हो और अन्य कुछ चीजें हम देख रहे हैं इसलिए समाप्त करते हुए इस अध्याय एक में हमने जो सीखा है वह कूलॉम का नियम है एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण दिए गए आवेश पर लगने वाले बल की गणना कैसे करें अगले व्याख्यान में हम जो करेंगे वह यह है कि वितरित आवेशों आवेशों के वितरण पर विचार करेंगे और इस वितरण के कारण लगने वाले बल की गणना करेंगे